फ़्रोविनिउस विधि का हल पिछले वीडियो में हमने फ्रॉबेनियस विधि देखी है और हमने पहले मामले के लिए एक उदाहरण के साथ प्रदर्शन किया जहां आपके पास सांकेतिक समीकरण के मूलों के बीच का अंतर अलग है और अंतर गैर पूर्णांक है हम एक और उदाहरण देखेंगे जिसमें अंतर एक गैर शून्य गैर पूर्णांक है लेकिन वे जटिल मूल हैं जब वे जटिल मूल है यदि वे असली है वे अलग हो रहे है और अंतर गैर पूर्णांक है जो हम पिछले उदाहरण में देख चुके है और अगर वे जटिल है तो हम उदाहरण में देखेंगे की स्पष्ट रूप से अंतर काल्पनिक होगा जो की गैर पूर्णांक है हम समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे हम इसे कैसे हल करते हैं आपके पास x 0 के बराबर एक विलक्षण बिंदु है इसलिए आपके पास x सकारात्मक या x नकारात्मक होगा यानी यदि x नकारात्मक है तो आपको फॉर्म के समाधानों के साथ काम करना पड़ेगा जब x नकारात्मक होता है तो आपको इस रूप के समाधान की तलाश करनी पड़ेगी क्योंकि जब x नकारात्मक होता है तो xk का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि k कोई वास्तविक संख्या हो सकती है k एक पूर्णांक नहीं है इसलिए k कोई वास्तविक संख्या हो सकती है या सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है इस समारोह को समझ में आता है उदाहरण के लिए k आधा है यह x का मूल होना चाहिए और x नकारात्मक है √x का कोई मतलब नहीं है आपको मूल मापांक x लिखना होगा यही कारण है कि हम x नकारात्मक मामले में समाधान के लिए देखें लेकिन हम वैसे भी x के साथ काम कर रहे हैं इसलिए हमें इस मापांक x के साथ काम करने की जरूरत नहीं है हम यह सिर्फ पूर्णता के लिए दे रहे हैं सबसे पहले देखें कि x 0 एक विलक्षण बिंदु है सीमा पर विचार करें और दोनों सीमित हैं क्योंकि यह सच है 0 एक नियमित रूप से विलक्षण बिंदु है दी गयी समीकरण में कैसे चेक करेंगे की 0 नियमित रूप से विलक्षण बिंदु है या नहीं केवल जब यह नियमित रूप से विलक्षण बिंदु है तो यह यूलर काउची समीकरण के सामान्यीकरण के रूप जैसा है इसलिए हमें यूलर काउची के समाधान के रूप में समाधान की तलाश करनी होगी यही कारण है कि यह फ़्रोबेनिउस समाधान है फॉर्म में समाधान की तलाश करें मामले के लिए यदि x नकारात्मक है तो हमें मॉड xk लेना चाहिएयानि तो अब आप y और y में अंतर कर सकते हैं y प्राप्त करने के लिए 2 बार अंतर करना आप देखते हैं क्योंकि k एक पक्षीय है यह सूचकांक हर जगह में नहीं बदल रहा होगा अब इसलिए हमेशा पहले एक के अनुरूप सांकेतिक समीकरण n 0 के बराबर है क्योंकि कोई अलग शब्द नहीं हैं आप इसे एक साथ रख सकते हैं यह एक शक्ति श्रंखला है जो की 0 के बराबर है यदि हम n को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें सांकेतिक समीकरण मिलता है यदि यहाँ अलग अलग शब्द हैं जो सांकेतिक समीकरण भी देंगे अन्यथा यदि कोई अलग अलग शब्द नहीं है तो हर जगह सूचकांक समान होगा इसलिए 0 के बराबर n होने पर आपका पहला गुणांक x हो सकता है यह सांकेतिक समीकरण होगा सांकेतिक समीकरण लेकिन हमने देखा है कि c0 0 नहीं हो सकता तो आपको यह देखना होगा कि c0 कभी 0 नहीं होगा तो इस तरह आप समाधान की तलाश में हैं तो c0 0 मतलब नहीं हो सकता इसलिए मूल हैं k1 1 3i k2 1 3i 0 के बराबर n होने पर आपको यही मिला

जो हमें 1 समाधान देता है अन्य समाधान क्या है

दोनों ही मामले c1c2 वे स्थिरांक हैं और यह k c1 c2 आदि पर निर्भर नहीं है सभी cns 0 हैं इस प्रकार ये दो रैखिक स्वतंत्र समाधान हैं यह स्पष्ट नहीं है कि ये जटिल संख्याएं क्या हैं हमने पहले से ही देखा है

मान लें कि x सकारात्मक है दोनों पक्षों को घातीय तरह से लेना यह एक समाधान है एक और समाधान के लिए चलो स्थानपात्र k1 1 3i हमें मिलता है इसीलिए तो ये दो रैखिक स्वतंत्र समाधान हैं और दोनों मामलों में c0 1 के बराबर है आप दोनों समय में c0 को नज़र अंदाज़ करते हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि दोनों मामले e ±ilogx3 दोनों दो रैखिक स्वतंत्र समाधान हैं आपके बराबर क्या योग और अंतर मिल सकता है cos x और sin x दो रैखिक स्वतंत्र समाधान हैं इसके अलावा आप इसे फिर से लिख सकते हैं वास्तविक समाधान है इसलिए यदि आप इस तरह लिखते हैं तो सामान्य समाधान एक जटिल रूप में है सम्मिश्रित समाधान है इसका अभ्यास में कोई मतलब नहीं है तो आपको लिखना होगा कि यह एक वास्तविक समाधान है x 3i और x 3i रैखिक संयोजन को कुछ नए रैखिक संयोजन के रूप में फिर से लिखा जा सकता है योग और अंतर यदि आप लिख सकते हैं तो वे भी यहां की तरह रैखिक रूप से स्वतंत्र हैं रैखिक संयोजन में हैं तो उनका रैखिक संयोजन आपको सामान्य समाधान देगा आप इस तरह भी लिख सकते हैं केवल समस्या यह है कि यह एक जटिल समाधान है इसका हकीकत में कोई मतलब नहीं है हम एक और उदाहरण के साथ प्रदर्शित करेंगे जहां सांकेतिक समीकरण आपको दो अलग अलग मूल देता है लेकिन अंतर पूर्णांक मूल्य है हम देखते हैं कि अगर पूर्णांक मूल्य सकारात्मक है तो क्या होता है तो आप केवल एक समाधान प्राप्त करने में सक्षम होंगे दूसरा समाधान यदि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं यदि आप वास्तव में सामान्य समीकरण के साथ काम करते हैं तो अंततः आप अंत में देखेंगे कि यह कुछ रूप लेगा हम उस रूप पर काम करेंगे बस केस 2 और केस 3 में फॉर्म याद रखना होगा हमें केस 2 के साथ काम करना चाहिए अंतर नॉन जीरो लेकिन पूर्णांक है तो यह एक और उदाहरण है उदाहरण 3 x 2 y" x 2x y 2y 0 को हल करें x 0 या x0 जो भी डोमेन है 0 एक विलक्षण बिंदु है क्योंकि सीमाएं सीमित हैं और फिर हमेशा आप इन दो सीमाओं का चयन करते हैं इस कदम पर यहां ही आप लेखन द्वारा सांकेतिक समीकरण पा सकते हैं यह सीधे सांकेतिक समीकरण प्राप्त करने का एक और तरीका है प्रतिस्थापन के बाद भी आपको वही चीज मिलती है जो आप देखेंगे

इसीलिए आप केस 2 के साथ हैं सांकेतिक समीकरण को देखकर आपके पास बड़ा मूल k k1रखो सभी अज्ञात Cn यह y1 दे देंगे लेकिन विशेष रूप से इस मामले में छोटे मूल के लिए आपको एक अलग तरीके की तलाश करनी चाहिए मान लीजिये k1 n1 पुनरावरती संबंध हो जाता है N1 के लिए N2 लेना है यदि n3 इसी तरह आप इसे n के विभिन्न मूल्यों के लिए प्राप्त कर सकते हैं पहला समाधान x पर y है जब आप k को बड़ी मूल के बराबर रखते हैं जो k1 1 है यह आपका पहला नॉन जीरो पूर्णांक समाधान है दूसरा समाधान प्राप्त करने के लिए जब यह मामला पूर्णांक है तो आपको परेशानी हो सकती है यदि आप पुनरावृति संबंध में k 2 को प्रतिस्थापित करते हैं और आप C मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको 0 के द्वारा0 फॉर्म यानी अनिर्धारितमनमाना स्थिर कुछ मिल सकता है चलो k k2 2 दूसरा फार्म का समाधान है को लगातार पाया जाता है इस रूप के बारे में आपको चिंतित होना चाहिए क्योंकि मैंने सामान्य समीकरण के साथ काम किया और मैं देख रहा हूं कि दूसरा अंतिम समाधान इस रूप में होगा मैं इन स्थिरांक को प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा यदि आप सिर्फ समस्याओं को काम करने के लिए याद कर सकते हैं और फिर यदि आपके पास सांकेतिक समीकरण के मूल हैं जिनका अंतर गैर शून्य और सकारात्मक पूर्णांक है इसलिए यह केस 2 है जहां आप हमेशा बड़ी मूल के लिए एक समाधान प्राप्त कर सकते हैं छोटे समाधान के लिए आप हमेशा दूसरे समाधान की तलाश कर सकते हैं और समीकरण को इस रूप में देख सकते हैं कि आप अपने स्थिरांक को भी प्राप्त कर सकते हैं जो y1 से अलग होगा और y1 से रैखिक रूप से स्वतंत्र होगा अंतिम निष्कर्ष यह है कि यदि मूलों का अंतर गैर शून्य है लेकिन यह एक पूर्णांक है तो हम हमेशा एक समाधान ढूंढ सकते हैं एक दूसरा समाधान के लिए हमें विशेष रूप की तलाश करनी चाहिए जिसे याद किया जा सकता है और हम अगले वीडियो में करेंगे इसलिए हम अगले वीडियो में दूसरा रैखिक स्वतंत्र समाधान खोजेंगे और y1 और y1 के संदर्भ में सामान्य समाधान लिखने की कोशिश करेंगे